पिछले व्याख्यान तक हमने कार्टेशियन निर्देशांक पर विस्तारित सतहों को देखा जहां हीट ट्रांसपोर्ट का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र नहीं बदलता है पिछले व्याख्यान में हमने हीट ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए चर्चा की थी जिसके द्वारा हम हीट ट्रांसफर गुणांक क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र हीट ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र कन्वेक्टीव का क्षेत्र और तापमान अंतर को बढ़ा सकते हैं तो आज हम उस पर निर्माण करने जा रहे हैं और यह देखने जा रहे हैं कि रेडियल सिस्टम में इस कन्वेक्टीव सतह क्षेत्र में वृद्धि को कैसे मापें जो कि हम रेडियल सिस्टम में चीजों को देखने जा रहे हैं तो आप यहां जो देख रहे हैं वह एक फिन के साथ एक सिलेंडर का कट है जो सिलेंडर के चारों ओर रखा गया है जो सिलेंडर के बाहरी रिम में है सिद्धांत रूप में आपके पास ऐसे कई फिन हो सकते हैं लेकिन पहले हम एक फिन को देखें अब यहां क्रॉस सेक्शनल व्यू या टॉप व्यू है यदि मान लें कि बेस सिलेंडर की बाहरी त्रिज्या जो हम देख रहे हैं वह r1 है और आप जिस फिन पर विचार कर रहे हैं उसका बाहरी त्रिज्या R है और यदि स्थान को फिन के शीर्ष और निचले किनारे के साथ होने वाले हीट ट्रांसफर के रूप में वर्णित किया जा सकता है और हम कहते हैं कि हम किसी भी स्थिति R पर संतुलन को चिह्नित करने के लिए एक मॉडल लिखने की कोशिश कर रहे हैं मान लीजिए फिन की मोटाई T है तो हीट ट्रांसपोर्ट का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र क्या है यह किसी भी स्थान पर R होगा हीट ट्रांसपोर्ट का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र फिन की मोटाई से गुणा पैरामीटर होगा उस स्थान पर पैरामीटर 2 pi r गुणा t है जो कंडक्शन के माध्यम से हीट ट्रांसफर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है इसलिए dAc by T को 2 pi गुणा t दिया जाता है कन्वेक्शन द्वारा हीट ट्रांसपोर्ट का क्षेत्रफल क्या है मान लीजिए कि मैं इसे कंडक्शन के माध्यम से हीट ट्रांसफर का सतह क्षेत्र कहता हूं जो कि शीर्ष सतह के आसपास का कुल क्षेत्रफल और फिन की निचली सतह पर छायांकित क्षेत्र होगा क्योंकि हम हीट ट्रांसफर का एक तरीका संचालित करते हैं फिन के ऊपर और नीचे दोनों तो इसलिए क्षेत्रफल 2pi r वर्ग घटा r1 वर्ग होगा उस स्थान की त्रिज्या r है और आधार के बाहरी रिम के स्थान की त्रिज्या r1 है इसलिए ऊपरी सतह में हीट ट्रांसपोर्ट का शुद्ध क्षेत्र pi r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर है लेकिन क्योंकि ऊपर और नीचे से हीट ट्रांसपोर्ट है आपको 2 से गुणा करना होगा dAs बाय dr 4pir द्वारा दिया जाता है एक बार जब हम ऐसे फिन के लिए सामान्य मॉडल समीकरण जानते हैं हमें इन्हें प्लग इन करने और मॉडल खोजने में सक्षम होना चाहिए तो सामान्य मॉडल क्या है d स्क्वायर T बटा dr स्क्वायर जमा 1 बटा Ac जो स्थिति का एक फंक्शन है dAc बाय dr गुणा dT बाय dr बराबर h बटा kAc गुणा dAs बटा dr गुणा T माइनस T अनंत जहां T अनंत आसपास के तरल पदार्थ का तापमान हैं अब हम इन मात्राओं में प्लग इन कर सकते हैं यह d स्क्वायर T बटा dr स्क्वायर प्लस 1 बटा 2pirt होगा dAc बटा dr 2pit गुणा dT गुणा dr है जो कि h के बराबर बटा k से 2pirt गुणा 4pir गुणा T माइनस T अनंत है अगर हम इसे d स्क्वायर के रूप में फिर से लिख सकते हैं तो मैं सभी शर्तों को रद्द कर सकता हूं और यह d स्क्वायर T बटा dr स्क्वायर प्लस 1 बटा r dT बटा dr होगा जो कि 2h बटा kt गुणा T माइनस T अनंत के बराबर होगा यह मॉडल समीकरण पूरी तरह से फिन में प्रसार और ऊपर और नीचे की सतहों से कन्वेक्शन के माध्यम से हीट ट्रांसपोर्ट का वर्णन करता है लेफ्ट हैंड साइड टर्म का पहला टर्म फिन में हीट के थर्मल डिफ्यूजन को कैप्चर करता है और राइट हैंड साइड फिन के ऊपर और नीचे से कन्वेक्शन के जरिए हीट ट्रांसपोर्टेशन को कैप्चर करता है सीमा की स्थिति यदि Tb आधार तापमान है यदि T r के बराबर r1 Tb है और अगर मैं कहता हूं कि मैं एक अड़िआबाटिक सीमा शर्त लगाता हूं तो मैं सिद्धांत रूप से एक गैर अड़िआबाटिक डाल सकता हूं यदि उन 4 सीमा स्थितियों में से कोई भी जिसे हमने सूचीबद्ध किया था तो आप उन 4 सीमा शर्तों में से कोई भी सिद्धांतबद्ध कर सकते हैं तो मान लें कि हम अड़िआबाटिक सीमा की स्थिति के लिए नो फ्लक्स का दूसरा मामला रखते हैं इसके अलावा हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं कि इस समस्या के ईजिन कार्यों की प्रकृति क्या होगी यह एक ईजिन मूल्य समस्या है क्योंकि आप रेडियल निर्देशांक j देख सकते हैं अन्य क्या हैं यह j नहीं है रेडियल निर्देशांक में अन्य ईजेन फ़ंक्शन क्या हैं रेडियल निर्देशांक में विशिष्ट ईजेन फ़ंक्शन क्या हैं छात्र I पावर I किसी चीज की पावर के लिए एक है यह एक योग है इसे एक श्रृंखला योग होना चाहिए हमारे पास 4 प्रकार है J है Y है I है और K है ये 4 अलग अलग प्रकार हैं आपको विभिन्न प्रकार के ईजेन फंक्शन मिलते हैं तो इस प्रकार की समस्या के लिए ईजेन फ़ंक्शन मूल रूप से I और K एक पल में अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं कि m क्या है ये इस समीकरण के लिए 2 ईजेन फ़ंक्शन हैं और इन्हें बेसेल फंक्शन कहा जाता है इन्हें बेसेल फंक्शन कहा जाता है आप इसे बेसेल समीकरणों के रूप में लिख सकते हैं और यह बेसेल समीकरण के लिए ईजेन फंक्शन होंगे इन्हें कैसे प्राप्त करें हम एक प्रतिस्थापन बनाते हैं हम कहते हैं कि थीटा बराबर T माइनस T इन्फिनिटी और आप कहते हैं कि m स्क्वायर 2 h बटा kt है हम इन समीकरणों को d स्क्वायर थीटा बटा dr स्क्वायर प्लस 1 बटा r d थीटा बटा dr में बदल सकते हैं जो m स्क्वायर थीटा और सीमा की स्थिति के बराबर है r पर थीटा होगा r 1 के बराबर होगा थीटा b और d थीटा बाय dr पर r के बराबर पूंजी r 0 होगी आपको इसे प्राप्त करना चाहिए और खुद को समझाना चाहिए मैं आपको mr K 1 mR 2 प्लस K0 mr इंटो I1 mR 2 में I0 mr 1 K 1 mR 2 प्लस K0 mr1 इंटो I1 mR में विभाजित करके समाधान दूंगा तो R फिन का बाहरी त्रिज्या है यही समाधान है और जैसा कि हम प्राप्त कर सकते है कि शुद्ध हीट ट्रांसफर कुल हीट क्या है जो फिन द्वारा स्थानांतरित की जाती है ध्यान दें कि जब आप मात्रा निर्धारित करना चाहते हैं प्रक्रिया उस फिन में हो रही है जिसे आप खोजना चाहते हैं कुल हीट ट्रांसफर दर क्या है छात्र In बेसेल में क्या है Ing बेसेल फ़ंक्शन हैं छात्र तो बेसेल कहाँ है चार बेसेल फ़ंक्शन हैं जिन्हें पहली तरह कहा जाता है और J 0 प्रकार है चार बेसेल फ़ंक्शन हैं J और Y मान लीजिए कि यदि आपके पास एक संशोधित है तो 2 प्रकार के बेसेल समीकरण है एक नियमित समीकरण है दूसरा संशोधित है मान लीजिए यदि आपके पास m स्क्वायर माइनस लैम्ब्डा स्क्वायर है तो आपके पास दो ईजिन वैल्यू समस्याएं हैं तो आपको जो समाधान मिलता है वह J J और Y है और जब आपको इस तरह की समस्या होती है तो आपको I0 और k मिलता है मैं आपको संदर्भ दूंगा कि इसे कार्सलॉ और जैगर द्वारा सॉलिड्स में हीट कंडक्शन कहा जाता है मुझे लगता है कि यह 50 के दशक के मध्य या 60 के दशक की शुरुआत में प्रकाशित हुआ था यह अधिकांश समस्याओं के लिए एक सुनहरे मानक की तरह है जो कंडक्शन के संबंध में है और आप इन सभी बेसेल कार्यों की स्पष्ट प्रस्तुति की तरह देखेंगे विभिन्न प्रकार के समाधान जो आएंगे और विभिन्न प्रकृति क्या है विभिन्न प्रकार की समस्याओं की प्रकृति और विभिन्न प्रकार के समाधानों की प्रकृति क्या है हमने कहा कि हमें समग्र हीट ट्रांसपोर्ट दर ज्ञात करने की आवश्यकता है और यह बहुत ही सरलता से दिया गया है जैसे हमने सहज रूप से किया था हमने कहा था कि यह b dT द्वारा dr पर r के बराबर r 1 द्वारा दिया गया है हमने कहा कि जो भी हीट आधार से ट्रांसफर की जाती है यदि फिन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट की जाने वाली हीट की कुल मात्रा हैं तो उस सहज तर्क के आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि कुल हीट ट्रांसफर दर क्या है और जो k 2pi r1 t ईंटो थीटा b ईंटो m ईंटो K1 mr1 में I0 m कैपिटल R प्लस माइनस I1 mr1 K1 mR को K0 mr1 से I0 mRI प्लस I0 mr1 K1 m कैपिटल R में विभाजित करके दिया जाता है और इसी तरह फिन दक्षता पा सकता है जिसे अनिवार्य रूप से q अधिकतम द्वारा qt के रूप में परिभाषित किया जाता है q अधिकतम अधिकतम संभव हीट ट्रांसफर दर द्वारा दिया जाता है जब फिन अधिकतम संभव हीट ट्रांसफर दर प्राप्त कर सकता है जब सभी फिन को स्थिर तापमान पर बनाए रखा जाता है और वह स्थिरांक आधार के तापमान के बराबर होता है इसलिए qf को 2 pi r स्क्वायर घटाकर r1 स्क्वायर से गुणा करके h से थीटा b और प्लग इन किया जाएगा सभी व्यंजक 2 होंगे r को m R वर्ग माइनस r1 वर्ग से विभाजित किया जाता है कि K1 में यह पूंजी R होना चाहिए यह कुल हीट ट्रांसफर दर है ध्यान दें कि यह फिन के कुल त्रिज्या का एक कार्य है जो K1 mr1 2 m पूंजी R माइनस I1 पर क्षेत्र होगा छात्र सर यह आधार पर क्षेत्र है यह माइनस mr 1 इंटो K1 m कैपिटल R को K0 mr1 I1 m कैपिटल R से विभाजित किया गया है I0 mr 1 इंटो K1 m कैपिटल R में विभाजित किया गया है तो यह दक्षता है फिन का जो रेडियल दिशा में है अब तक हमने केवल एक फिन को देखा सभी उदाहरण मैंने आपको बताए थे कि कार रेडिएटर या ह्यूमिडिफाइंग पावर हम सभी के पास कई फिन लाइफ है तो क्या होता है जब कई फिन होते हैं आप कुल हीट ट्रांसफर दर का पता कैसे लगाते हैं मैं कुल हीट ट्रांसफर दर खोजना चाहता हूं अगर मेरे पास कई फिन हैं और अगर मुझे पता है कि 1 फिन से कुल हीट ट्रांसफर दर क्या है और अगर मुझे लगता है कि ये सभी फिन समान है तो आमतौर पर इन सभी फिन की ज्योमेट्री समान होती है तो कई फिन और अगर मैं कहता हूं कि सभी में समान ज्योमेट्री है अगर मैं यह मान लेता हूं कि मेरे पास एक ही ज्योमेट्री के सभी पंख हैं तो मैं एक समग्र दक्षता नामक कुछ को परिभाषित कर सकता हू जिसे eta0 कहा जाता है जो कि कुल हीट है जो स्थानांतरित होती है हीट की कुल मात्रा जो सभी फिन द्वारा एक साथ स्थानांतरित की गई अधिकतम से विभाजित होती है तो मान लीजिए कि Af कुल क्षेत्रफल है मेरा मतलब है कि सभी फिन का क्षेत्रफल प्लस उजागर आधार का क्षेत्र जो अब चित्र बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है मान लीजिए कि 2 फिन हैं सिद्धांत रूप में हीट ट्रांसफर पहले फिन की ऊपरी निचली सतह से होने वाली है मैं इसे 1 के रूप में चिह्नित करता हूं अगर मैं इसे दूसरे फिन की ऊपरी निचली सतह से फिन नंबर 2 के रूप में चिह्नित करता हूं और आधार के सभी खुला क्षेत्र इस तरह की एक संयुक्त प्रणाली से उपलब्ध हीट ट्रांसपोर्ट के लिए उपलब्ध कुल क्षेत्र जहां आपके पास आधार के साथ कई फिन हैं सभी उपलब्ध फिन का क्षेत्रफल और उजागर आधार का क्षेत्र होगा तो सभी फिन का क्षेत्रफल मान लिया जाएगा कि N फिन मौजूद हैं तो सभी फिन का क्षेत्रफल व्यक्तिगत फिन के क्षेत्र में N है और मान लें कि Ab आधार का क्षेत्र है जो हीट ट्रांसपोर्ट के लिए उपलब्ध है यही वह क्षेत्र है जो बीच में उपलब्ध है और उनके लिए जो आधार का क्षेत्र है कुल क्षेत्रफल जो हीट ट्रांसपोर्ट के लिए उपलब्ध है अब N इंटो Af प्लस Ab में दिया गया है qt क्या है qt हीट की कुल मात्रा है इसलिए N में qf होगा यदि qf हीट की कुल मात्रा है जो एक फिन द्वारा तरल पदार्थ के चारों ओर ले जाया जाता है और जो कुछ भी उजागर आधार द्वारा पहुंचाया जाता है हम N इंटो h इंटो फिन क्षेत्र के ईंटो थीटा b इंटो eta n के रूप में लिख सकते हैं ध्यान दें कि एक सिंगल फिन की दक्षता हम इसे यहां चिह्नित करते हैं एक सिंगल फिन की दक्षता केवल qf बटा h ईंटो फिन का क्षेत्र इंटो थीटा b से दी जाती है यह एक एकल फिन की दक्षता की परिभाषा है उस परिभाषा के आधार पर N में hAf थीटा b में एटा f N फिन द्वारा एक साथ ट्रांसपोर्ट की जाने वाली हीट की कुल मात्रा होगी और जो भी हीट की मात्रा आधार द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है जो न्यूटन के लॉ ऑफ़ कूलिंग के नियम के अनुसार क्षेत्र इंट्रो थीटा b में h द्वारा दिया गया है तो ध्यान दें कि यहां थीटा I पहले से ही स्थानीय तापमान और द्रव तापमान में अंतर के लिए जिम्मेदार है वह नामकरण है कि मैं थीटा का उपयोग कर रहा हूं अनिवार्य रूप से T माइनस T इन्फिनिटी टू T इन्फिनिटी तरल पदार्थ का तापमान है जो चारों ओर बह रहा है और थीटा T माइनस T इन्फिनिटी है इस समग्र प्रणाली द्वारा परिवहन की जाने वाली हीट की कुल मात्रा N इंटो h इंटो Af थीटा b में eta f प्लस h Ab इंटो थीटा b में है अब मैं इन सभी को यहां प्लग करता हूं N इंटो h इंटो Af इंटो थीटा b इंटो eta f प्लस h इंटो Ab इंटो थीटा b को qmax से विभाजित किया गया है जो कुल क्षेत्र में उपलब्ध है जो कि समग्र क्षेत्र है जो उपलब्ध है और यदि सभी स्थान में कंपोजिट एक निश्चित तापमान पर बनाए रखा जाता है जो कि आधार तापमान और कांस्टेंट के बराबर होता है जो कि उस समग्र प्रणाली द्वारा तरीके से ट्रांसपोर्ट की जाने वाली अधिकतम हीट होगी Ab को कुल क्षेत्रफल की कुल राशि के संरक्षण से f के क्षेत्र के कुल शून्य से N गुणा द्वारा दिया जाता है तो इसे प्रतिस्थापित करने पर eta0 बराबर होगा NhAf थीटा b eta f प्लस h में A टोटल माइनस f में थीटा b को h से A टोटल को थीटा b में विभाजित करके हम एक साधारण अलजबरीक पुनर्व्यवस्था कर सकते हैं यह शब्द 1 प्लस N इंटो Af बाय At इंटो etaf माइनस 1 में बन जाएगा समग्र प्रणाली की दक्षता अब एकल फिन की दक्षता के संदर्भ में आसानी से व्यक्त की जा सकती है तो यह आपको बताता है वह यह है कि यदि आप एक फिन में हीट ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया का मॉडल और मात्रा निर्धारित करने में सक्षम हैं तो आप आसानी से गुणा करके समग्र प्रणाली से कुल हीट ट्रांसपोर्ट दर का पता लगा सकते हैं तो qt कुछ भी नहीं है लेकिन eta0 को q max में केवल eta0 और qmax को गुणा करके आप यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि समग्र प्रणाली द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाने वाली गर्मी की कुल मात्रा क्या है वह है थीटा b गुणा 1 प्लस N गुणा Af गुणा At eta f माइनस 1 तो क्या होता है जब n बढ़ता है तो हीट ट्रांसपोर्ट दर बढ़ जाती है इस अभिव्यक्ति से आप सहज रूप से यही अनुमान लगाते हैं क्योंकि आप यही हासिल करना चाहते हैं कई फिन्स लगाकर आप हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाना चाहते हैं जो कि एक्सप्रेशन से भी पता चलता है कि N को बढ़ाकर यह हीट ट्रांसफर रेट की कुल मात्रा को बढ़ाता है यह बहुत महत्वपूर्ण है जब भी आप इस तरह की मात्रा का निर्धारण करते हैं तो हमेशा जांच करनी चाहिए कि आप जो भविष्यवाणी करते हैं वह वही है जो आप सहज रूप से हां या नहीं में अनुमान लगाते हैं छात्र सर मैं पूछना चाहता हूं या नहीं Etaf भी यानी etaf वैसे भी एक मात्रा है जो 1 से कम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हैं जब तक आप etaf को जानते हैं हम कहते हैं मुझे पता है कि 1 फिन की दक्षता क्या है अगर मैं उस फिन और विभिन्न स्थानों की ज्योमेट्री की नकल करता हूं तो हीट ट्रांसफर दर बढ़ जाएगी छात्र सर बिजली के तरीके हैं

अब मान लीजिए कि वह सब सच है यानी कि फिन हमेशा तरल के साथ उजागर होता है कोई फर्क नहीं है क्या एक्सप्रेशन यह अनुमान लगाता है कि फिन्स की संख्या में वृद्धि के साथ हीट ट्रांसपोर्ट दर में वृद्धि होती है eta f 1 से कम है तो ध्यान दें कि यह अधिकतम अधिकार है जैसे ही आप N बढ़ाते हैं क्या होता है छात्र सर घट जाता है कौन सा ध्यान दें कि जैसे जैसे आप फिन्स की संख्या बढ़ाते हैं Af At बढ़ता जाता है तो इस अभिव्यक्ति से यह देखना बहुत स्पष्ट नहीं है At के विभिन्न मूल्यों के लिए जैसे जैसे आप फिन की संख्या बढ़ाते हैं ध्यान रखें कि At भी बढ़ रहा है पर कांस्टेंट नहीं है इस अभिव्यक्ति से देखना बहुत स्पष्ट नहीं है जैसे जैसे आप फिन की संख्या बढ़ाते हैं ध्यान रखें कि at भी बढ़ रहा है At स्थिर नहीं है इस अभिव्यक्ति से देखना बहुत स्पष्ट नहीं है किसी भी विशिष्ट प्रणाली के लिए पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वह यह है कि जैसे ही आप कई फिन को शामिल करके हीट ट्रांसफर क्षेत्र को बढ़ाते हैं आपको qt बनाम फिन की संख्या का एक प्लॉट बनाना होगा तो केवल अगर qt आप फिन की संख्या के साथ बढ़ने जा रहे हैं तो यह ऐसा निर्माण करने लायक है अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है तो पहली चीज जो आपको जांचनी चाहिए वह यह है कि क्या qt किसी दिए गए सिस्टम के लिए यह रैखिक नहीं हो सकता है एक सरलीकृत अभिव्यक्ति मान रही है कि यदि qt रैखिक रूप से आपके द्वारा बनाए जा रहे फिन की संख्या के संबंध में बढ़ता है जटिल प्रणाली के बाद ही नंबर लगाना सार्थक होता है आप इसी तरह से फिन्स की संख्या निर्धारित करते हैं जिन्हें आपको चुनना चाहिए मेरे द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाने वाली हीट की कुल मात्रा से अधिकतम होने वाले फिन की कुल संख्या क्या है अगर यह अधिकतम नहीं होने वाला है तो ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है अतिरिक्त फिन लगाना पैसे की बर्बादी है यह बहुत महंगा है वैसे आपको यह समझना चाहिए कि मशीनिंग और नए घटकों को जोड़ना कोई सस्ता काम नहीं है मशीनिंग करना और मौजूदा सिस्टम में सामग्री जोड़ना बहुत महंगा है बहुत सारी प्रत्यक्ष स्पष्ट लागतें हैं बहुत सारी छिपी हुई लागतें हैं जो इस प्रकार की चीजों में शामिल हैं यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अधिकतम कितने फिन चुनने चाहिए और वास्तव में यह मॉडलिंग करने के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है आपको यह महसूस होना चाहिए कि आपके द्वारा चुने गए फिन की संख्या के आधार पर स्थानांतरित की जाने वाली हीट की अधिकतम या इष्टतम मात्रा क्या होनी चाहिए अन्यथा आप इसे बदलने के लिए संयंत्र को बंद नहीं करना चाहते हैं इसलिए जब आप यह मानकर संयंत्र को बंद कर देते हैं कि यदि कोई बड़ा संयंत्र चल रहा है जहां हीट ट्रांसफर उपकरण है यदि आप डिजाइन बदलना चाहते हैं तो आपको संयंत्र को बंद करना होगा प्लांट को बंद करने में अप्रत्यक्ष रूप से काफी पैसा खर्च होता है तो यह उस विशेष प्रक्रिया की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करता है तो आप इन मॉडलिंग का उपयोग यह पता लगाने के लिए करना चाहते हैं कि इष्टतम संख्या क्या है इससे पहले कि आप कोई निर्माण करने का प्रयास करें यह मॉडल का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि आप न केवल इस इंजीनियरिंग वर्ग का निर्माण करेंगे बल्कि किसी अन्य इंजीनियरिंग प्रणाली का निर्माण करेंगे यह मॉडलिंग के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है